तो आज हम एप्लिकेशन लेवल के दो और प्रोटोकॉल SMTP और SNMP पर चर्चा करेंगे राइट इसलिए हम इस प्रोटोकॉल का ओवरव्यू करेंगे हमने पहले से ही अपने क्लाइंट सर्वर बेस पर FTP HTTP टेलनेट और इसी तरह की चर्चा की है कोई भी एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट IP वगैरह जैसी अंतर्निहित परतों पर निर्भर करता है राइट इसलिए SMTP एक से दूसरे में मेल ट्रांसफर करने के लिए है इसलिए जैसा कि हम सभी जानते हैं या महसूस करते हैं मेल हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है ठीक है मेल के बिना यह संभव नहीं हैकम्युनिकेशन करना कुछ कठिन है तो यह अब धीरे धीरे कम्युनिकेशन का आपका ऑफिशियल चैनल बन रहा है और कई स्थानों पर अब कम्युनिकेशन का ऑफिशियल चैनल है एक अन्य प्रोटोकॉल एसएनएमपी है जो मुख्य रूप से मैनेजमेंट उद्देश्यों के लिए है अब आप ओवरऑल नेटवर्किंग को देखेंभले ही छोटे या बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्केल की तरह जैसे कि आईआईटी खड़कपुर इंस्टिट्यूट है यहां कई बड़े विभाग हैं जिनके सब नेटवर्क हैं इंस्टिट्यूट के विभिन्न सब नेटवर्क हैं और कई राउटर वगैरह हैं यहां तक कि अगर हम नेटवर्क से बाहर नहीं जाते हैं तो भी नेटवर्क की इंटरनल डायनामिक बेहद जटिल है राइट और इसे मैनेज करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है राइट इसलिए हम इसे केवल तब ही कर सकते हैं जब विफलता है या कोई संकेत नहीं है लेकिन इस सभी अंडरलाइनग नेटवर्क को मैनेज कैसे करें तो यह एक प्रोटोकॉल है जो एसएनएमपी है जो विभिन्न नेटवर्क रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने और एक्ट करने में हमारी मदद करता है इसलिए हमारे पास इन 2 प्रोटोकॉल का एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा और इससे पहले कि हम दूसरी लेयर की तरफ जाएं तो यह जिस साधारण मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए खड़ा है वह कुछ ऐसा है हमारे पास एक एंड पर एक मेल क्लाइंट है एक एंड पर 2 मेल क्लाइंट हैं लोकप्रिय एसएमटीपी सर्वर टीसीपी के आधार पर अपने टीसीपी पर काम करता है और पोर्ट 25 पर काम करता है राइट तो यह पोर्ट 25 है जहां एसएमटीपी सर्वर सक्रिय एक्टिव है ठीक है परंपरागत रूप से इसका मतलब है कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 है इसलिए SMTP प्रोटोकॉल की शुरुआत 1982 में RFC 821 के साथ हुई उसके बाद हमारे पास 822 में संदेश स्वरूपण लक्ष्य के लिए मेल भेजने के लिए एक मेल क्लाइंट से दूसरे मेल क्लाइंट के दूसरे छोर पर ट्रांसफर करने का लक्ष्य है राइट जो एक मेल को रिलाएबली ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है दूसरे एंड पर एक मेल क्लाइंट दूसरे मेल क्लाइंट में ट्रांसफर करते हैं अब जब भी क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है तो सर्वर को एक पोर्ट को सुनना पड़ता है जो इस मामले में पोर्ट 25 है तो आप जो भी मेल अपने मेल सर्वर से प्राप्त कर रहे हैं जैसे कि हमारे पास एक मेल सर्वर है CAC मेल सर्वर या cac डॉट iitkgp एसी डॉट इन या iitkgp एसी डॉट इन हमारे जेनेरिक मेल सर्वर यहाँ इंस्टीट्यूट मेल सर्वर है इसलिए यह डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट 25 पर प्राप्त होता है अगर वहाँ अन्य परिवर्तन नहीं हैं अन्य प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं जैसे हम जो कहते हैं वह मेल गेटवे सिक्योरिटी प्रकार की चीजें हो सकती हैं फिर हमारे पास कुछ अन्य कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट मेल गेटवे एक मेल सर्वर पोर्ट पोर्ट 25 है इसलिए नेटवर्क पर क्लाइंट पोर्ट 25 पर सर्वर के साथ बातचीत कर सकता है तो SMTP क्लाइंट और सर्वर में 2 प्रमुख कंपोनेंट हैं एक यह है कि यूजर एजेंट मैसेज को प्रिपेयर करता हैएक एनवेलप में इनक्लोजड करता है जैसे कुछ एजेंट लोकप्रिय एजेंट शुरू में आपके थंडरबर्ड यूडोरा और आपके पास बहुत से अन्य एजेंट हो सकते हैं दूसरा कंपोनेंट एक मेल ट्रांसफर एजेंट है मेल को पूरे इंटरनेट पर ट्रांसफ़र करता है और यह कई मायनों में हमारी पोस्टल सिस्टम के अनुरूप है और क्लाइंट के रूप में एक एमटीए है इसलिए संबंधित एमटीए सर्वर है और दूसरे एंड पर एक यूजर एजेंट है जो मैसेज को पढ़ता है ठीक है यदि यह 2 तरफ़ा चीज़ है तो यह भेज सकता है और यह सर्वर को एक्सेस करता है और इसी तरह आगे भी सर्वर को लगता है 2 एंड पर एक SMTP डेमॉन चल रहा होगा तो आइडल रूप से मेरे पास क्या हो सकता है हमारे पास 2 अलग मेल सर्वर चीजें हो सकती हैं जो इन मेलों को कम्युनिकेट कर सकती हैं और हमारे पास अन्य यूजर हैं जो इस मेल सर्वर में पोक करते हैं और मेल्स को इससे बाहर निकालते हैं ठीक है इसलिए मेरे पास यहां अलग अलग मेलबॉक्स हैं हमारे पास iitkgp मेल सर्वर या cac सर्वर के अलग अलग मेलबॉक्स हैं और फिर हम सर्वर से किसी प्रकार के डायरेक्ट वेब लिंक के माध्यम से जुड़ रहे हैं या मैं उस मेल को कुछ अन्य क्लाइंट की चीजों पर खींच रहा हूं तो हम इसके बारे में बात करेंगे है ना तो ये यूजर एजेंट हैं मेल ट्रांसफर एजेंट हैं तो यहां थोड़ी समस्या है यह यहाँ होना चाहिए था और यह यहाँ बताया जाना चाहिए ठीक है इसलिए एसएमटीपी अन्य एमटीए को मेल को रिले करने की अनुमति देने के लिए रिले का उपयोग करने की भी अनुमति देता है MTA एक सर्वर और क्लाइंट के रूप में कार्य करता है यह MTA रिले को भी अनुमति देता है इसलिए एक मेल प्राप्त करना इंटरनेट से दूसरे मेल पर और इसी तरह आगे और पीछे पर निर्भर हैराइट इसलिए मेल गेटवे का उपयोग एसएमटीपी के अलावा उनके प्रोटोकॉल द्वारा तैयार मेल रिले के लिए किया जाता है और इसे एसएमटीपी में परिवर्तित किया जाता है राइट तो यह मूल रूप से एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर निर्भर करता है इसलिए मेल अलग तरह से चलता है इन अलग अलग रिले में जाता है और चीजों तक पहुंचता है इसलिए यह एक मेल के रूप में कार्य करता है हमारे पास वह मेल गेटवे है जो उस मेल को चीज़ के दूसरे एंड पर जाने की अनुमति देता है अब यदि आप ईमेल के टिपिकल फॉर्मेट को देखते हैं तो मेल एक टेक्स्ट फ़ाइल एनवेलप है जो सेंडर ऐड्रेस रिसीवर एड्रेस और चीजों के बारे में अन्य इंफॉर्मेशन रखता है मैसेज में एक ईमेल हेडर होता है मैसेज भेजने वाले को रिसीव करने वाला और सब्जेक्ट ऑफ मैसेज और अन्य इंफॉर्मेशन को परिभाषित करता है और मेल बॉडी में मैसेज की एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है राइट तो यह टिपिकल बात है इसलिए एड्रेस पर मेल करें और अन्य विवरण हैं और फिर हमारे पास वह एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है तो हमारे पास एनवेलप है यह ओवरऑल मैसेज है जिसमें एक हेडर पार्ट और एक बॉडी पार्ट है और अगर आप अलग अलग SMTP कीवर्ड देखते हैं या यदि SMTP हम उस फंक्शनल मॉड्यूल को कहते हैं एक हेलो है सैंडर होस्ट डोमेन नेम राइट ओर मेल फ्रॉम सेंडर का ईमेल एड्रेस रिसीवड टू इंटेंडेड रिसिपिएंट का ईमेल डेटा मैसेज बॉडी और क्विट तो ये स्टैंडर्ड कीवर्ड हैं जो एसएमटीपी के तहत मेल में हैं अगर आपको याद है कि हम अपने HTTP डिस्कशन या HTTP लेक्चर के दौरान इस बारे में बात कर रहे थे कि हम Telnet www dot iitkgp डॉट ac डॉट इन ब्लैंक का उपयोग कर सकते हैंपोर्ट 80 में बशर्ते कि यह किसी भी सिक्योरिटी बैरियर को नहीं जानता इसलिए यह उस पोर्ट 80 पर बात करेगा और फिर आगे बढ़ेगा आप एक पोस्ट और टिप्पणी का प्रकार सेट कर सकते हैं यहां तक कि अगर मुझे मेल सर्वर पता है और अगर मुझे अनुमति है कि मैं उस तरह से कनेक्ट कर सकता हूं तो टेलनेट में cac dot iit kgp ac dot कह सकता है इसलिए यह मुझे लौटा देगा कि प्रमाणीकरण के बाद मैं इसे मेल फ्रॉम रिसीव्ड टू के रूप में डेटा और अन्य प्रकार की चीजों के लिए उपयोग कर सकता हूं इसलिए मैं किसी अलग फ्रंट एंड मॉड्यूल या एजेंट के बजाय इस तरह कम्युनिकेट कर सकता हूं तो यह संभावना है कि इस बात की सुंदरता है कि इस बात के बीच इंटर ऑपरेबल सर्विस हैं NOOP TURN EXPN मेलिंग लिस्ट को विस्तारित करने के लिए रीसेट या वेरीफाइड नाम जैसे कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं तो ये अतिरिक्त महत्वपूर्ण शब्द हैं कि हम जो कहते हैं वह इतने लोकप्रिय कीवर्ड नहीं हैं लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो एसएमटीपी में भी अनुमत हैं कुछ स्टेटस कोड 2 सक्सेस है तो हमारे पास 3 कमांड को अधिक जानकारी के साथ स्वीकार किया जा सकता है 4 कमांड को अस्वीकार कर दिया गया था लेकिन एरर कंडीशन टेंपरेरी है और एक 5 बेड यूजर द्वारा रिजेक्टेड की गई कमांड है तो इस SMTP कम्युनिकेशन को संभालने के लिए अलग अलग 3 डिजिट कोड हैं जैसे यहाँ कहते हैं एमटीए यह टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया है तो वह 220 सर्विस तैयार है जो कि है 2 जैसा कि हमने देखा है 2 सक्सेस की बात है तो कुछ हेलो मैसेज जाता है और फिर यह ओके इस तरह कहते हैं तो शुरू में कनेक्शन दो के बीच एस्टेब्लिश किया गया है क्लाइंट और सर्वर कनेक्शन के लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश सर्वर 220 सर्विसेज के साथ तैयार का जवाब देता है फिर यह एक हेलो मैसेज भेजता है और फिर यह जवाब देता है कि यह प्राप्त हुआ है और आगे और आगे बढ़ता है इसलिए अगर आप चीजों का विस्तार करते हैं तो यह मेल से जाता है यह ओके मैसेज के साथ रिस्पांस करता है यह ओके मैसेज के लिए 2 प्राप्त करता है फिर डेटा फिर मेल इनपुट शुरू करता है और यह अन्य इंफॉर्मेशन करता है तो यह एनवेलप है यह एक ब्लैंक लाइन के साथ हैडर है और फिर मैसेज की बॉडी हैं और फिर यह तब तक जारी रहता है जब तक बॉडी टर्मिनेट नहीं हो जाती है यह उस पर आएगा यह कहता है कि 250 ड्राइव कि मेल को मेल गेटवे या एमटीए पुश कर दिया गया है इसलिए कनेक्शन टर्मिनेशन मेल क्लाइंट द्वारा एक क्विट एक फॉर्मल QUIT भेज रही है और फिर मेल 221 एमटीए द्वारा भेजे गए सर्विस क्लोज मैसेज प्राप्त करता है हमारे जेनेरिक SMTP एक्सटेंडेड SMTP में कुछ समस्याएं हैं कि यह सभी प्रकार के डेटा सेट को संभाल नहीं सकता है तो यह एक SMTP एक्सटेंशन है जिसे हम MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन कहते हैं इसलिए एक नॉन आस्की कैरेक्टर को एनवीटी या नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल आस्की के करैक्टर में बदल दिया अन्यथा वह चीज के साथ कम्युनिकेशन करने में सक्षम नहीं होगा तो अब हमारे पास टेक्स्ट एप्लिकेशन इमेज ऑडियो वीडियो हो सकते हैं जिन्हें इस सभी MIME पर पुश किया जा सकता है इसलिए हम आम तौर पर मेल के साथ उन चीजों को किसी न किसी रूप में संलग्न करते हैं तो वे हैं यदि कोई नॉन आस्की कैरेक्टर है तो ट्रांसमिशन में समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि वे एस्केप कैरक्टर वगैरह चीज को बाधित कर सकते हैं राइट तो यह इस MIME का ध्यान रखता है तो यह इसे 7 बिट एनवीटी आस्की में परिवर्तित करता है जिसे एसएमटीपी एनवेलप एक पेलोड के रूप में लेता है और 2 एंड पर कम्युनिकेशन इस एसएमटीपी सर्वर क्लाइंट के बीच है और दूसरे एंड पर भी मेरे पास MIME है जो यूजर के लिए डिकोड करता है और सक्षम है तो यह मल्टी परपस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन दोनों के बीच नॉन आस्की प्रकार के कैरेक्टर सेट के साथ कम्युनिकेशन करने का एक तरीका देता है जिसमें टेक्स्ट एप्लिकेशन इमेजेस ऑडियो वीडियो शामिल हैं ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ कुछ चीजें ब्लॉकड हो जाती हैं जैसे कि कुछ मेल सर्वर एप्लीकेशन या एग्जीक्यूटेबल executable फ़ाइलों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कुछ मेल सर्वर वीडियो फ़ाइलों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और कुछ चीज़ के आकार पर रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं तो जो हम कहते हैं कि अप्पर लेयर या एप्लीकेशन वहाँ उपरोक्त एसएमटीपी पर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं बुनियादी एसएमटीपी 2 2 एसएमटीपी सर्वर क्लाइंट सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन की अनुमति देता है इसलिए ईमेल हेडर के बीच स्थित विशिष्ट MIME हेडर हैं और बॉडी हेडर जैसे कि आपको याद है कि यह हमारा ईमेल हेडर था और बॉडी हेडर और यह इन 2 के बीच स्थित है और वहाँ वह है जो MIME वर्जन के साथ आता है वह कंटेंट टाइप कंटेंट ट्रांसफर एन्कोडिंग टाइप कंटेंट आईडी और कंटेंट डिस्क्रिप्शन है तो ये MIME हैडर वाली चीजें हैं और कई अन्य कांस्टेंट हैं जैसे कि विभिन्न प्रकार की चीजें क्या हैं वहां क्या होगा कब लेता है मल्टी पार्ट मैसेज इमेज वीडियो ऑडियो एप्लिकेशन अलग अलग कंटेंट ट्रांसफर एन्कोडिंग हो सकती है कैसे इमेजेस को 7 बिट 8 बिट बाइनरी बेस 64 को प्रिंट करने योग्य और इसी तरह आगे और आगे एनकोड करें इसलिए जो हम देखते हैं वह यह है कि MIME में विभिन्न प्रकार के डेटा को संभालने के लिए हेडर का एक रिच सेट है तो एमटीए और मेल एक्सेस प्रोटोकॉल सही तो यह एक और बात है कि अगर मेरे पास एक मेल सर्वर है तो मैं उस मेल का उपयोग कैसे कर सकता हूं इसलिए MTA ईमेल को उपयोगकर्ता के मेलबॉक्स में वितरित करता है तो यूजर का मेलबॉक्स मेल सर्वर में पड़ा हुआ है और कई डिलीवरी मॉडल राउटर एसीएल और अन्य प्रकार की चीजों के साथ कॉन्प्लेक्स हो सकते है राइट तो एक्जिम पोस्टफिक्स सेंडमेल हैं और ये विभिन्न प्रकार हैं जो हम मेल सर्वर या मेल क्लाइंट कहते हैं जो चीजों पर काम करता है अब इस मेल एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग यूजर मेलबॉक्स से ईमेल प्राप्त करने के लिए कर सकता है तो दो लोकप्रिय चीजें हैं POP3 और IMAP4 तो ये 2 लोकप्रिय मेल एक्सेस प्रोटोकॉल हैं तो फिर यह क्या करता है तो यह उन सभी मैसेजेस से है जो उस मेल सर्वर में हैं तो इसलिए कि यह POP3 एक POP3 वास्तव में मेल सर्वर से या कुछ मामलों में उस मैसेज को पुल करता है जो पुश पुल फॉर्म में जाता है और आपके उस मेल एक्सेस तक जो हम उस मेल एक्सेस प्रोटोकॉल को देख रहे हैं ठीक है इसी तरह IMAP भी इसी तरह से कार्य करता है लेकिन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पीओपी 3 सिंपल है यूजर को अपने ईमेल की लिस्ट प्राप्त करने की अनुमति देता है यूजर अपने मेल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं यूजर अपने सिस्टम में मेल को डिलीट कर सकते हैं या रख सकते हैं और सर्वर रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं दूसरे अर्थ में यह POP3 या यहां तक कि IMAP यूजर को प्रत्येक मेल का मैनेजमेंट करने की अनुमति देता है राइट और यूजर को अपनी मेल सर्विसेज को संभालने के लिए एक फ्रंटएंड दे सकता है राइट तो दूसरी ओर IMAP v4 बेसिक फिलॉसफी समान है तो इसमें POP3 की तुलना में अधिक विशेषताएं हैं यूजर डाउनलोड करने से पहले ईमेल हेडर की जांच कर सकते हैं है ना इसलिए IMAP4 के मामले में यूजर डाउनलोड करने से पहले हेडर की जांच कर सकता है और फिर डाउनलोड करने या न करने के लिए कॉल ले सकता है ईमेल को किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है डाउनलोड करने से पहले कैरेक्टर्स की एक विशिष्ट स्ट्रिंग के लिए ईमेल सर्च कर सकते हैं राइट इसलिए यह डाउनलोड करने से पहले एक विशिष्ट स्ट्रिंग कैरेक्टर के लिए ईमेल सर्च कर सकता है इसका मतलब है कि यह यूजर को अदर सेंस में अपने मेलबॉक्स को संभालने के लिए अधिक मेनेजेबिलिटी या कंट्रोल प्रदान करता है यूजर एक ईमेल का हिस्सा डाउनलोड कर सकते हैंउपयोगकर्ता सर्वर के मेलबॉक्स को बना सकते हैं हटा सकते हैं नाम बदल सकते हैं डिलीट कर सकते हैं तो यह मेल सर्वर के अपने मेलबॉक्स में है यह उस मेलबॉक्स को संभालने में बहुत फ्लैक्सिबिलिटी देता है तो यह IMAP या IMAP संस्करण 4 के मामले में है तो इसके साथ हमारे पास एसएमटीपी कैसे काम करता है इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू है अब हमारे पास एक और प्रोटोकॉल है जो SNMP या सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है एसएनएमपी का मूल उद्देश्य नेटवर्क के सभी पहलुओं के साथ साथ नेटवर्क से संबंधित एप्लीकेशंस को मैनेज करना है तो इसका मतलब है कि यह एक प्रोटोकॉल से कहीं अधिक है जो नेटवर्क की मेनेजेबिलिटी की अनुमति देता है अन्य प्रोटोकॉल के बजाय जो हमने देखा है मुख्य उद्देश्य डेटा वगैरह को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करना है ठीक है वैसे भी एसएनएमपी के मामले में यह मुख्य रूप से नेटवर्क को मैनेज करने के लिए है और विशेष रूप से नेटवर्क के रूप में यह एक्सपेंड होता है ओवरऑल मैनेजमेंट एक प्रमुख मुद्दा बन जाता है न केवल फेलियर से बल्कि एक बेहतर बैंडविड्थ सर्विस और इसी तरह आगे भी एसएनएमपी की दो प्रमुख फंक्शनैलिटीज है एक है मॉनिटर करना एसएनएमपी इंप्लीमेंटेशन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क के हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए अपने नेटवर्क को मॉनिटर करने की अनुमति देता है राइट अन्य चीजें हैं लेकिन यह नेटवर्क के हेल्थ फोरकास्ट न्यूज़ और कैपेसिटी और प्रॉब्लम डिटरमिनेशन में सुनिश्चित करना है इसलिए यह उन चीजों में से एक है जो नेटवर्क की मॉनिटरिंग करते है अन्य भाग एसएनएमपी नेटवर्क के पहलुओं को प्रभावित करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कैपेबिलिटी प्रदान करता है मान जो नेटवर्क संचालन को विनियमित करते हैं प्रशासक को नेटवर्क की समस्याओं का तेज़ी से जवाब देने के लिए गतिशील रूप से अनुमति दे सकते हैं तो एक मॉनिटर कर रहा है इसलिए उस दौरान चीज के बारे में रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल रही है एक अन्य इंफॉर्मेशन पर आधारित है नेटवर्क मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर चीजों पर एक कॉल ले सकते हैं एक अन्य जानकारी पर आधारित है यानी नेटवर्क प्रबंधक या व्यवस्थापक पर यह नए नेटवर्क परिवर्तनों को लागू करने वास्तविक समय परीक्षण में सुधार करने और कैसे प्रभावित हो रहा है और नेटवर्क पर किस प्रकार की चीजें कर सकता है जैसी चीजों का प्रबंधन कर सकता है इसलिए जैसा कि आवश्यक है कि कुछ एजेंट होने चाहिए या हम जो एसएनएमपी एजेंट कहते हैं जो नेटवर्क की स्थिति या नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट करेंगे तो एसएनएमपी एक क्लाइंट सब एजेंट मॉडल को लागू करता है जो क्लाइंट सर्वर मॉडल के बहुत करीब है राइट तो यह एक एजेंट बेस्ड चीज की तरह है तो RFC 1157 एक SNMP कम्युनिटी में शामिल कंपोनेंट और इंटरैक्शन को परिभाषित करता है जिसमें मैनेजमेंट इनफॉरमेशन बेस या एक MIB SNMP एजेंट एक SNMP मैनेजर और SNMP सब एजेंट्स शामिल हैं तो ये कांस्टीट्यूट या डिफाइंड बेस्ड ये वे चीजें हैं जो एसएनएमपी के इस ऑपरेशन के लिए आवश्यक हैं एसएनएमपी एजेंट एक सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क उपकरण होस्ट राउटर प्रिंटर और अन्य पर चलता है और जो एक डेटाबेस में इसके कॉन्फ़िगरेशन और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी रखता है दूसरे अर्थ में जहाँ भी यह नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है अगर हमें राउटर वगैरह जैसी विशेष इंटरमीडिएट चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता होती है तो यह एसएनएमपी एजेंट उस विशेष इक्विपमेंट पर चलता है तो यह एक सॉफ्टवेयर है जो होस्ट नेटवर्क प्रिंटर राउटर और या किसी भी प्रकार के डिवाइस पर चलता है और यह डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन और करंट स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है राइट तो डेटाबेस में मैनेजमेंट इनफॉरमेशन बेस या MIBs में डिस्क्राइब है इसलिए इसकी एक विशेष स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा इन मैनेजमेंट इनफार्मेशन बेसेस को मेंटेन रखा जाता है तो SNMP मैनेजर एक एप्लिकेशन प्रोग्राम है जो एजेंट में डेटाबेस को क्वेरी या मॉडिफाई करने के लिए SNMP एजेंट से जुड़ता है इसलिए मैनेजर डेटा के लिए एजेंट को क्वेरी करने के लिए SNMP एजेंट से कनेक्ट होता है या डेटाबेस को अपडेट करता है या डेटाबेस को मॉडिफाई करता है एसएनएमपी प्रोटोकॉल एसएनएमपी एजेंट्स और मैनेजर द्वारा डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है तो यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग एसएनएमपी एजेंट्स और मैनेजर द्वारा डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है एसएनएमपी प्रोटोकॉल बेसिक प्रोटोकॉल है तो हमारे पास क्या है हमारे पास एक एजेंट है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है हमारे पास डेटाबेस रखने के लिए एक मैनेजमेंट इनफार्मेशन बेस है हमारे पास एक SNMP मैनेजर है एप्लिकेशन प्रोग्राम है जो डेटाबेस को क्वेरी और मॉडिफाई करने के लिए एसएनएमपी एजेंट्स से संपर्क करता है और हमारे पास एक एसएनएमपी प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसे एसएनएमपी एजेंट और मैनेजर डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं मैनेजमेंट स्टेशन इसलिए यदि हम उस विशेष कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो हमारे पास यह मैनेजमेंट स्टेशन है जहां SNMP मैनेजर प्रोसेस SNMP चल रही है यह प्रोटोकॉल चल रहा है SNMP संयोगवश मुख्य रूप से UDP पर चलता है हमारे पास IP लाइन है फिर IP नेटवर्क और डेटा चीजें हैं इसलिए यदि कोई क्वेरी है तो यह इन एजेंटों के माध्यम से जाता है और एक्सेस करता है इसलिए मैनेजर से क्वेरी एजेंट के पास जाती है डेटा या ट्रैप चीजों में आते हैं यह SNMP एजेंट जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें MIB या मैनेजमेंट इनफार्मेशन बेस है राइट तो इसमें डेटाबेस एड्रेस होता है तो इस एजेंट का मैनेजर कुछ नेटवर्क डिवाइसेज पर बैठा है तो ये SNMP मैसेज इन दोनों के बीच कम्युनिकेट होते हैं मैनेजर के SNMP और एजेंट के SNMP के बीच तो यह एमआईबी क्या है यह विशेष रूप से मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट को निर्दिष्ट करता है MIB एक टेक्स्ट फ़ाइल है यह एक सिंटेक्स का उपयोग करते हुए ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है जो कि एब्स्ट्रेक्ट सिंटेक्स नोटेशन 1 में डिस्क्राइब है राइट तो एएसएन 1 डेटा और उसके प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए एक फॉर्मल लैंग्वेज है तो यह रिप्रेजेंटेशन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला का स्टैंडर्ड तरीका है लिनक्स में MIB फाइलें उस विशेष डायरेक्टरी में होती हैं और RFC 1213 में डिफाइंड MIB 2 टीसीपी आईपी TCPIP नेटवर्क की मैनेज्ड ऑब्जेक्ट को परिभाषित करता है तो ये डेटा के डेटाबेस हैं जो चीजों में निहित हैं तो किस ऑब्जेक्ट को मैनेज किया जाना है मैनेजड ऑब्जेक्ट्स प्रत्येक मैनेजड ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट आईडेंटिफायर या OID असाइन किया गया है OID को MIB फ़ाइल में निर्दिष्ट किया जाता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट आईडेंटिफायर एक MIB फ़ाइल में निर्दिष्ट है तो OID को 2 डेसिमल प्वाइंट से सेपरेट करके सीक्वेंसके में और एक टेक्स्ट स्ट्रिंग द्वारा दर्शाया जा सकता है राइट तो यह इंटीजर का एक सीक्वेंस है जो डेसिमल प्वाइंट और एक टेक्स्ट स्ट्रिंग द्वारा अलग किया जाता है इसलिए हाल ही में यहाँ उदाहरण नहीं था लेकिन अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक या चीज की जांच करते हैं तो आप देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जब SNMP मैनेजर ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो आप OMP या ऑब्जेक्ट आईडेंटिफायर को SNMP एजेंट के पास भेजते हैं राइट तो इस तरह यह पता लगा सकता है कि केवल एक विशेष डेटा या इंफॉर्मेशन के लिए यदि मैनेजर कुछ मेनेजेबिलिटी इश्यूज की तलाश कर रहा है तो वह इस तरह से हुक कर सकता है तो अगर हम SNMP प्रोटोकॉल को डाउन द लाइन देखते हैं तो एसएनएमपी मैनेजर और एसएनएमपी एजेंट एक एसएनएमपी प्रोटोकॉल द्वारा कम्युनिकेट करते हैं आम तौर पर मैनेजर क्वेरी करता है और एजेंट रिस्पांस भेजते हैं इसलिए मैनेजर क्वेरी भेजता है एजेंट रिस्पांस करता है एजेंटों द्वारा एक्सेप्शन ट्रप शुरू किए जाते हैं इसलिए अगर एक्सटर्नल सिचुएशन हैं तो एजेंटों द्वारा ट्रैप शुरू किया जाता है जो मैनेजर को पुश कर दिया जाता है तो एक साइड मैनेजर या अन्य एजेंट ताकि इसे रिक्वेस्ट मिलें और रिस्पांसस मिलें यदि यह पोर्ट 161 पर है तो अगले रिक्वेस्ट और अगली रिस्पांस प्राप्त करें और यह इस तरह से चलता है तो इसने रिक्वेस्ट और रिस्पांस को कहा और यदि कोई रिक्वेस्ट के बिना ट्रैप है तो यह एसएनएमपी मैनेजर को मैसेज भेज सकता है एसएनएमपी प्रोटोकॉल में कई पैरामीटर्स होते हैं जिनमें से एक गेट रिक्वेस्ट पैरामीटर है जो एक या अधिक वस्तुओं के मूल्यों का अनुरोध करता है अगला है गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो OIDs के शाब्दिक आदेश के अनुसार अगली वस्तु के मूल्यों का अनुरोध करता है तो एक OID में एक क्रोनोलॉजिकल लैक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है और वह इसके लिए रिक्वेस्ट करता है सेट रिक्वेस्ट जो एक या अधिक वस्तुओं के मूल्य को संशोधित करने का अनुरोध करता है तो आप रिक्वेस्ट गेट रिस्पांस को एसएनएमपी एजेंट द्वारा भेजे गए गेट रिक्वेस्ट गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट या सेट रिक्वेस्ट मैसेज के जवाब में सेट कर सकते हैंराइट तो हमारे पास क्या है एक यह है कि किसी चीज का रिक्वेस्ट करना एक अन्य प्रकार की चीज़ रिक्वेस्ट को सेट करना है जो कि किसी एक या अधिक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का एक रिक्वेस्ट है और इसे चीज़ का रिस्पांस मिलता है ट्रैप एक एसएनएमपी ट्रैप है जो एसएनएमपी मैनेजर से किसी भी क्वेरी के बिना एसएनएमपी एजेंट द्वारा भेजी गई एक अधिसूचना है जो एजेंट पर कुछ घटनाओं द्वारा ट्रिगर किया जाता है तो एजेंट के पास कुछ निश्चित घटनाएँ हो सकती हैं जिसे वह तुरंत मैनेजर को सूचित करना चाहता है तो ये ट्रैप मैसेज उसी के लिए हैं आमतौर पर 3 एसएनएमपी वर्जन हैं जो एक्टिव यूज में हैं एसएनएमपी वर्जन एक जो कि 1990 में आया था वर्जन 2 C जो 1996 और वर्जन 3 2002 में आया था तो ये चीजें हैं और वर्जन 2 में सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करने के प्रयास हैं अनेक एसएनएमपी एजेंट और मैनेजर प्रोटोकॉल के सभी 3 वर्जन का समर्थन करते हैं तो एसएनएमपी एजेंट और मैनेजर हैं जो इन सभी भागों का समर्थन करते हैं ये सभी प्रोटोकॉल के 3 वर्जन में हैं तो यह एसएनएमपी पैकेट का एक टिपिकल फॉर्मेट है जो एसएनएमपी 1 गेट सेट मैसेज क्लियर टेक्स्ट स्ट्रिंग जो पासवर्ड के रूप में उपयोग किया जाता है एसएनएमपी 132 बिट के लिए और एसएनएमपी 2 के लिए पीडीयू टाइप 64 बिट है यूनिक आईडी जो रिक्वेस्ट को रिप्लाई के साथ मैच करती है अन्यथा रिक्वेस्ट रिस्पांस के रूप में कौन है इसलिए हमें यह पहचानने के लिए कुछ यूनिक आईडी की आवश्यकता है कि यह कौन से रिस्पांस है अंत में हमारे पास एसएनएमपी सिक्योरिटी का एक इश्यू है क्योंकि यह विभिन्न नेटवर्क डिवाइसेज के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है और जमा करता है लिहाजा सिक्योरिटी एक बड़ी चुनौती बन जाती है तो SNMP वर्जन 1 SNMPv1 के मामले में एन्क्रिप्शन के बिना प्लेन टेक्स्ट के रूप में ऑथेंटिकेशन के लिए प्लेन टेक्स्ट कम्युनिटी स्ट्रिंग का उपयोग करता है SNMPv2 सिक्योरिटी समस्याओं को ठीक करने वाला था लेकिन प्रयास संभव नहीं हुआ c के कारण नहीं कर सकता है SNMP का मतलब कम्युनिटी प्रकार के इश्यू से है अंत में एसएनएमपी वर्जन 3 में कई सिक्योरिटी विशेषताएं हैं जैसे यह सुनिश्चित करता है कि पैकेट के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है एक इंटीग्रिटी इश्यू है यह सुनिश्चित करता है कि डेटा वैलिड सोर्स से है यही ऑथेंटिकेशन है और यह सुनिश्चित करता है कि मैसेज को किसी एजेंट या व्यक्ति या जो कुछ भी अनऑथराइज्ड रूप से पढ़ा नहीं जा सकता है वह प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियल्टी बनाए रखता है तो हम देखते हैं कि इन सभी इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन प्राइवेसी या कॉन्फिडेंस है अगर कभी कभी CIA प्रॉपर्टी होती है तो आप कहते हैं कि आपने एसएनएमपी वर्जन 3 में प्रयास किया है इस प्रकार इस विशेष चर्चा में हम जिस चीज को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं या जो हमारा उद्देश्य है वह एक दो फिर से लोकप्रिय प्रोटोकॉल पर चर्चा करना है एक एसएमटीपी जो मेल प्रोटोकॉल है जिसे हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं SNMP एक ऐसा प्रोटोकोल है जिसे हम सीधे अनुभव नहीं करते हैं लेकिन वर्चुअल नेटवर्क मैनेजमेंट इस पूरी बात को रखता है राइट तो यह नेटवर्क का ओवरऑल मैनेजमेंट है जो इन चीजों को चलाता है और SNMP के लिए SNMP इन एजेंटों और इन मैनेजर के साथ वे इस ओवरऑल मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं और एक उपयुक्त स्थिति में नेटवर्क की हेल्थ कंडीशन को बनाए रखने के लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं हमने संदर्भित सामग्री में से कुछ का उल्लेख संदर्भों में किया है हालांकि कई अन्य इंटरनेट संसाधन हो सकते हैं तो चलिए आज हम इस पड़ाव पर आकर रुक जाते हैं और हम बाद के लेक्चर में अन्य लेयरऔर एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे धन्यवाद